तो आज के सत्र में हम इलेक्ट्रिकल सर्किट को हल करने के लिए 1 बहुत महत्वपूर्ण तकनीक के बारे में चर्चा करेंगे जो स्टार डेल्टा रूपांतरण है और फिर हम अपने गणित विश्लेषण के लिए आगे बढ़ेंगे तो अब देखते हैं स्टार डेल्टा रूपांतरण से आपका क्या मतलब है आम तौर पर आपने देखा होगा कि सर्किट इतना सरल नहीं है जहां आपके पास केवल श्रेणी में या समानांतर में प्रतिरोधक या प्रेरक या संधारित्र हैं लेकिन यह श्रेणी समानांतर और कभी कभी इसका एक अलग संयोजन होता है इस विशेष सर्किट में कहें तो यदि आप सर्किट को ब्रिज सर्किट कहते हैं जहां प्रतिरोध ब्रिज में जुड़े होते हैं इसलिए यह श्रेणी या समानांतर नहीं है तो इन मामलों में नेटवर्क के 3 टर्मिनल समतुल्य का उपयोग करके सर्किट का सरलीकरण किया जा सकता है 3 टर्मिनल समतुल्य से आपका क्या अभिप्राय है असल में वे सर्किट जो Y या T या डेल्टा के रूप में हैं या वैकल्पिक रूप से आप कह सकते हैं कि पीआई नेटवर्क को आमतौर पर टर्मिनल नेटवर्क के रूप में माना जाता है अब यदि आप इस विशेष आकृति को देखते हैं तो यह एक Y है या आप कह सकते हैं यह एक स्टार सर्किट है जहां आप देखते हैं कि प्रतिरोध स्टार रूप में जुड़े हुए हैं उसी समय आप यह भी कर सकते हैं यदि आप इसे थोड़ा बढ़ाते हैं तो यह एक T नेटवर्क बन जाएगा तो मूल रूप से स्टार या T एक ही प्रकार के सर्किट हैं इसी तरह यदि आप इस विशेष आकृति को देखते हैं जो डेल्टा है तो उनके प्रतिरोध त्रिकोणीय प्रारूप में जुड़े हुए हैं यदि आप विस्तार करते हैं या यदि आप थोड़ा सा मोड़ते हैं तो आप डेल्टा को एक पीआई प्रारूप में बदल सकते हैं तो अनिवार्य रूप से डेल्टा और पाई दोनों समान हैं केवल एक चीज यह है कि तत्वों के अभिविन्यास में परिवर्तन तो अब इन सभी सर्किट में आप क्या कर सकते हैं आप इस मामले में 1 2 3 4 जैसे टर्मिनल बना सकते हैं और इसी तरह T के लिए भी आप 1 2 3 4 जैसे टर्मिनलों के नाम लिख सकते हैं और डेल्टा और पाई के लिए भी अब ये सर्किट हैं आप उन्हें बहुत बड़े नेटवर्क का हिस्सा देख सकते हैं या वे स्वयं सर्किट हो सकते हैं अब सवाल यह है कि इसे कैसे हल किया जाए अब यदि आप डेल्टा को स्टार में बदलते हैं तो कभी कभी डेल्टा की तुलना में स्टार में काम करना अधिक सुविधाजनक होता है और आप सर्किट को हल कर सकते हैं जिसमें डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन होता है इसका मतलब है कि जिस सर्किट में डेल्टा में 1 विशेष खंड है और इसे हल करना मुश्किल है आप उस डेल्टा को समकक्ष स्टार में बदल सकते हैं और फिर आप सर्किट को हल कर सकता है जो उत्तर प्राप्त करने के लिए अधिक सुविधाजनक है अब आपको क्या करना है आपको मौजूदा डेल्टा नेटवर्क पर एक स्टार नेटवर्क को सुपरपोज़ करना होगा और स्टार नेटवर्क में बराबर प्रतिरोधों को खोजना होगा तो आप क्या करेंगे आप उस स्टार को डेल्टा में बदल देंगे और आप उन समतुल्य प्रतिरोधों की तुलना करेंगे जो आप इन टर्मिनलों के माध्यम से देखेंगे और आपको उन्हें बराबर करना होगा और आपको समकक्ष स्टार या समकक्ष डेल्टा सर्किट के मान मिलेंगे अब हमें क्या करना है हमें पहले डेल्टा को स्टार में बदलने की कोशिश करनी है तो इस मामले में हम क्या करने जा रहे हैं हम डेल्टा के साथ साथ स्टार के लिए इन 2 टर्मिनलों के माध्यम से देखने वाले समतुल्य प्रतिरोधों का मूल्य निकाल रहे हैं अब यदि आप स्टार समतुल्य प्रतिरोध इस विशेष टर्मिनल के माध्यम से देखा गया समतुल्य प्रतिरोध 𝑅1𝑅3 होगा और यदि आप डेल्टा सर्किट में जाते हैं तो समतुल्य प्रतिरोध Rb होगा और Rb 𝑅𝑎 𝑅𝑐 के समानांतर होगा यही कारण है कि 𝑅12 डेल्टा Rb Ra plus Rc के साथ समानांतर में होगा और R12 स्टार के लिए केवल R1 प्लस R3 होगा अब डेल्टा को स्टार में बदलने के लिए शर्त यह है कि दोनों टर्मिनलों के माध्यम से देखे जाने वाले समतुल्य प्रतिरोध के लिए समतुल्य प्रतिरोधों का मान समान होना चाहिए तो इसका मतलब है कि आपको डेल्टा के लिए 𝑅12 स्टार के लिए 𝑅12 को बराबर करना होगा अब यदि आप 𝑅12 स्टार का मान रखते हैं तो हमें 𝑅1𝑅3 मिला है और 𝑅12 डेल्टा के लिए यह Rb 𝑅𝑎𝑅𝑐 के समानांतर था तो अगर तुम सरल करते हो तो वह बन जाएगा 𝑅𝑏𝑅𝑎𝑅𝑐𝑅𝑎𝑅𝑏𝑅𝑐 इसी प्रकार 𝑅13 के लिए अब यदि आप 𝑅32 में से 𝑅12 को घटाते है 𝑅1−𝑅2𝑅𝑐𝑅𝑏−𝑅𝑎𝑅𝑎𝑅𝑏𝑅𝑐 लेकिन 𝑅1𝑅2𝑅𝑐𝑅𝑎𝑅𝑏𝑅𝑎𝑅𝑏𝑅𝑐 और अगले जो आपने अभी गणना की है वह 𝑅1−𝑅2 है अब यदि आप दोनों को जोड़ते हैं तो आपको मिलते हैं 2𝑅12𝑅𝑏𝑅𝑐𝑅𝑎𝑅𝑏𝑅𝑐 आपको मिलेंगे 2𝑅𝑏𝑅𝑐 इसलिए 2 दोनों पक्षों से रद्द हो जाएंगे अंत में आपको 𝑅1𝑅𝑏𝑅𝑐𝑅𝑎𝑅𝑏𝑅𝑐 मिलेगा इसी तरह 𝑅2𝑅𝑐𝑅𝑎𝑅𝑎𝑅𝑏𝑅𝑐 𝑅3𝑅𝑎𝑅𝑏𝑅𝑎𝑅𝑏𝑅𝑐 अब महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको उपरोक्त समीकरणों को याद करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यदि आप सरल रूपांतरण नियम का पालन करते हैं तो आप आसानी से R1 R2 और R3 के मूल्य प्राप्त कर सकते हैं अब प्रत्येक रेसिस्टर R में जहाँ वह स्टार कनेक्टेड नेटवर्क है प्रत्येक रेसिस्टर 3 समीपवर्ती डेल्टा शाखाओं में रेसिस्टर का उत्पाद है जो 3 स्टार रेसिस्टर के योग से विभाजित होता है इसका क्या मतलब है इसका मतलब है कि यदि आप स्टार को डेल्टा के अंदर रखते हैं तो आपको इस तरह का सर्किट मिलेगा जहां Rb Ra Rc डेल्टा की शाखाएं हैं और R1 R2 R3 स्टार की शाखाएं हैं इसलिए यदि आप डेल्टा शाखाओं के संदर्भ में R1 के मूल्य का पता लगाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे आपको बस यह देखना है कि R1 से सटे डेल्टा शाखाएं क्या हैं तो इस मामले में यह Rb और Rc है तो R1 के लिए मान 𝑅𝑏𝑅𝑐 होगा जो कि 𝑅𝑎𝑅𝑏𝑅𝑐 द्वारा विभाजित आसन्न 2 शाखाओं का गुणा है इसी तरह R2 के लिए यदि आप R2 के आस पास की शाखाओं को देखते हैं तो वे Rc और Ra हैं तो आपको क्या मिलेगा R2 का मान 𝑅𝑐𝑅𝑎 𝑅𝑎𝑅𝑏𝑅𝑐 से विभाजित होगा इसी तरह R3 के लिए आसन्न डेल्टा शाखाएं 𝑅𝑎𝑅𝑏 हैं तो 𝑅𝑎𝑅𝑏 वह शब्द है जो अंश में आएगा और 𝑅𝑎𝑅𝑏𝑅𝑐 द्वारा विभाजित होगा इसलिए यदि आप इस सम्मेलन का पालन करते हैं तो आपको यह चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि R1 R2 और R3 के फ़ार्मुलों को कैसे याद किया जाए अब हम स्टार से डेल्टा रूपांतरण की बात करते हैं अब स्टार नेटवर्क को एक समतुल्य डेल्टा नेटवर्क में बदलने के लिए रूपांतरण सूत्र प्राप्त करने के लिए हम R1 R2 R3 के मान का उपयोग करते हैं हम सिर्फ इसकी गणना करते हैं अब यदि आप उन मूल्यों का उपयोग करते हैं और उन मूल्यों को 𝑅1𝑅2𝑅2𝑅3𝑅1𝑅3 में रखते हैं तो आपको मिलेगा 𝑅1𝑅2𝑅2𝑅3𝑅1𝑅3𝑅𝑎𝑅𝑏𝑅𝑐𝑅𝑎𝑅𝑏𝑅𝑐𝑅𝑎𝑅𝑏𝑅𝑐2𝑅𝑎𝑅𝑏𝑅𝑐𝑅𝑎𝑅𝑏𝑅𝑐 यह सरल है आप बस मूल्य डालते हैं और इसे सरल करते हैं आपको यह अभिव्यक्ति मिलेगी अब आपको Ra के बराबर मूल्य खोजने की आवश्यकता है तो आप क्या करेंगे आप बस समीकरण को R1 के मान से विभाजित करेंगे अब R1 का मान क्या है 𝑅1𝑅𝑏𝑅𝑐𝑅𝑎𝑅𝑏𝑅𝑐 अब इस मामले में यह रद्द हो जाएगा और यह अंश और हर से Rb Rc को भी रद्द कर देगा और अंत में आपको जो मिलेगा वह है Ra तो इसका मतलब है कि 𝑅𝑎𝑅1𝑅2𝑅2𝑅3𝑅1𝑅3𝑅1 𝑅𝑏𝑅1𝑅2𝑅2𝑅3𝑅1𝑅3𝑅2 𝑅𝑐𝑅1𝑅2𝑅2𝑅3𝑅1𝑅3𝑅3 अब यहां फिर से महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको उपरोक्त समीकरणों को याद करने की आवश्यकता नहीं है आपको केवल रूपांतरण नियम का पालन करना होगा वह रूपांतरण नियम क्या है डेल्टा नेटवर्क में प्रत्येक प्रतिरोध डेल्टा प्रतिरोधों के सभी संभावित उत्पादों का योग है जो एक समय में 2 लिया जाता है और विपरीत स्टार प्रतिरोध द्वारा विभाजित होता है इसका मतलब यह है कि आप Ra के मूल्य का पता लगाने जा रहे हैं अंश में एक समय में 2 लिया स्टार प्रतिरोधों के सभी उत्पाद का योग होगा इसका मतलब है कि अंश 𝑅1𝑅2𝑅2𝑅3𝑅1𝑅3 होगा हर में क्या आएगा हर में विपरीत स्टार प्रतिरोध होगा तो इस मामले में विपरीत स्टार प्रतिरोध क्या है विपरीत स्टार प्रतिरोध R1 है तो Ra के लिए आपको R1 द्वारा विभाजित 𝑅1𝑅2𝑅2𝑅3𝑅1𝑅3 मिलेगा और यही हमें Ra के लिए मिला बस Rb के लिए भी आपके पास अंश समान है जो कि 𝑅1𝑅2𝑅2𝑅3𝑅1𝑅3 R2 द्वारा विभाजित है अब Rb के लिए स्टार में Rb के विपरीत प्रतिरोध क्या है तो आपको बस Rb का मूल्य मिलेगा इसी तरह Rc के लिए यह 𝑅1𝑅2𝑅2𝑅3𝑅1𝑅3 R3 द्वारा विभाजित होगा Rc के विपरीत मूल्य देखें यानी R3 तो इस तरह आप आसानी से स्टार से जुड़े तत्वों का उपयोग करके संबंधित डेल्टा तत्वों के मूल्य की गणना कर सकते हैं अब विचार को स्पष्ट करने के लिए आइए हम इस विशेष सर्किट में धारा I के मूल्य का पता लगाने का प्रयास करें अब इससे पहले हमें पहले Rab के मूल्य का पता लगाना होगा जो कि टर्मिनल ab के के बीच समतुल्य प्रतिरोध है अब यदि आप इस विशेष सर्किट को देखते हैं तो यह जटिल दिखता है लेकिन अगर आप स्टार डेल्टा परिवर्तन तकनीक का पालन करते हैं जिस पर हमने अभी चर्चा की है तो आपके लिए विश्लेषण करना बहुत आसान होगा अब यदि आप सर्किट देखें तो 2 स्टार नेटवर्क और 3 डेल्टा नेटवर्क हैं यदि आप इस तत्व इस तत्व और इस तत्व को देखते हैं तो यह एक उप नेटवर्क बनाएगा इसी तरह यह तत्व यह तत्व और फिर से यह तत्व नेटवर्क का एक और स्टार उप नेटवर्क बनाएगा इसी तरह यदि आप इन 2 और इस विशेष तत्व को देखते हैं तो यह एक पाई की तरह है इसका मतलब है कि यह फिर से जुड़ा हुआ डेल्टा है और इसी तरह यह एक डेल्टा जुड़ा हुआ खंड भी है तीसरा है यह और यह फिर से नेटवर्क से जुड़ा एक डेल्टा है तो इसका मतलब है कि हमारे पास 3 डेल्टा उप नेटवर्क और 2 स्टार उप नेटवर्क हैं अब इसे सरल बनाने के लिए आपको इनमें से केवल 1 को बदलना होगा ताकि आप सरल कर सकें अब हम 5 10 और 20 ओम प्रतिरोधों वाले स्टार नेटवर्क को परिवर्तित करते हैं तो 5 10 और 20 तो ये 3 प्रतिरोध हैं आइए हम मान डालें यह R1 है जो 10 ओम है R2 20 ओम है और R3 5 ओम है इसलिए यदि आपको समतुल्य डेल्टा बनाना है तो यहां एक खंड होगा एक खंड यहां और तीसरा खंड यहां आएगा तो इसका क्या मूल्य होगा हमने डेल्टा तत्व के मूल्य की गणना की यह 2 तत्वों के उत्पाद का योग होगा एक स्टार में 2 तत्वों के सभी संभावित उत्पाद तो यहाँ पहला तत्व क्या होगा 5 into 10 plus 10 into 20 plus 20 into 5 को विभाजित किया जाएगा जिसे हम हर में लिखते हैं हम विपरीत स्टार तत्व लिखते हैं विपरीत स्टार तत्व 20 है इस विशेष खंड के लिए विपरीत स्टार तत्व 20 ओम है तो इस तत्व का मूल्य क्या होगा यदि आप सरल करते हैं तो यह 350 से विभाजित हो जाएगा 20 सेजो कुछ भी नहीं 175 है तो इस का मूल्य 175 होगा इसी तरह इस खंड के लिए भी आप गणना कर सकते हैं और यह आपका हमेशा समान रहेगा आपको बस इसे 5 ओम से विभाजित करना है आपको बस 5 ओम द्वारा 350 को विभाजित करना होगा तो यह खंड मूल्य 70 होगा और इसके लिए आपको फिर से 350 को विपरीत तत्व से विभाजित करना होगा जो कि 10 ओम है इसलिए आपको 35 मिलेंगे तो अब आपको क्या मिला है आपको ये 3 मान मिले हैं जिसकी हमने अभी गणना की है अब यदि आप नेटवर्क के इस विशेष उपखण्ड को देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये 2 समानांतर हैं ये 2 फिर से समानांतर में हैं और ये 2 फिर से समानांतर में हैं इसलिए यदि आप सभी समानांतर तत्वों को मिलाते हैं तो आपको क्या मिलेगा आप प्राप्त करेंगे बस अगर आप इन 2 तत्वों के समतुल्य लेते हैं तो आपको 7292 ओम मिलेगा यदि आप इन 2 तत्वों के समतुल्य लेते हैं तो आपको 105 ओम मिलेंगे और यदि आप इन 2 तत्वों के समतुल्य लेते हैं तो आपको 21 ओम मिलेंगे तो अब यह बहुत ही सरल सर्किट है जिसे आप a और b टर्मिनल पर समतुल्य प्रतिरोध की गणना के लिए विचार कर सकते हैं तो आपको क्या मिलेगा तुम्हें मिलेगा Rab कुछ नहीं बल्कि 9632 ओम है तो ये 2 श्रेणी में हैं और उनका योग 21 ओम के समानांतर होगा तो आप बस Rab का मूल्य प्राप्त करेंगे और अब धारा क्या होगा धारा में आपको बस प्रतिरोध को विभाजित करना है समतुल्य प्रतिरोध द्वारा वोल्टेज जिसे हमने अभी गणना की है तो वोल्ट 120 वोल्ट है यदि आप 9632 से विभाजित करते हैं तो आपको 12458 एम्पीयर के रूप में धारा मिलेगा अब मैश विश्लेषण के बारे में बात करते हैं यह हमारे सर्किट विश्लेषण में महत्वपूर्ण घटकों में से एक है क्योंकि यह मैश धारा का उपयोग करते हुए सर्किट के विश्लेषण के लिए एक और सामान्य प्रक्रिया प्रदान करता है मैश धारा या आप लूप धारा को सर्किट वैरिएबल कह सकते हैं इसलिए यदि आप इस आंकड़े को देखते हैं तो इन धाराओं 𝐼1 और 𝐼2 को मैश धाराएं कहा जाता है और यह ब्रांच करंट से अलग है क्योंकि सर्किट और लूप की एक विशेष शाखा में ब्रांच करंट प्रवाह होता है जो किसी विशेष लूप के माध्यम से प्रवाहित होता है अब यह है मैश विश्लेषण को लूप विश्लेषण भी कहा जाता है या आप कह सकते हैं कि मैश धारा विधि अब सर्किट चर के रूप में तत्व धारा के बजाय हम सर्किट चर के रूप में मैश धारा का उपयोग करते हैं क्योंकि यह बहुत सुविधाजनक है और यह एक साथ हल किए जाने वाले समीकरणों की संख्या को कम करता है जैसे इस मामले में यदि आप देखें तो केवल 2 चर हैं जो मेश करंट से संबंधित हैं लेकिन यदि आप शाखा चर लेते हैं तो आपके पास R1 के लिए शाखा धारा के लिए 1 होगा इसी तरह R3 के लिए 1 शाखा धारा और R2 के लिए 1 शाखा धारा तो यहाँ आपके पास 3 चर हैं यदि आप शाखा धारा विधि का उपयोग करते हैं जबकि मैश धारा विधि के मामले में आपके पास केवल 2 चर होंगे तो इसका मतलब है कि आप सर्किट को हल करने के लिए आवश्यक समीकरणों की संख्या को कम कर सकते हैं अब लूप और मैश के बीच थोड़ा अंतर है लूप को एक बंद पथ के रूप में माना जा सकता है जिसमें कोई नोड एक से अधिक बार नहीं आया हुआ हो तो यहाँ यह एक लूप है और यह भी एक लूप है क्योंकि यह 1 नोड को 2 बार ट्रेस नहीं कर रहा है लेकिन मैश एक ऐसा लूप है जिसके भीतर कोई दूसरा लूप नहीं होता है तो मैश को एक विशेष प्रकार का लूप माना जा सकता है जिसमें कोई अन्य लूप नहीं होता है अब इसका क्या मतलब है आइए हम बेहतर समझ के लिए उदाहरण देखें विशेष सर्किट में आप देखेंगे कि abefa abefa 1 मैश है और bcdef है bcdef एक और मैश है लेकिन abcdefa एक मैश नहीं है abcdefa इसलिए बाहरी लूप एक मैश नहीं है क्योंकि इसमें अंदर 2 लूप हैं इसलिए मैश को एक विशेष प्रकार का लूप माना जाता है जिसके भीतर कोई अन्य लूप नहीं होता है अब आप अज्ञात धाराओं को खोजने के लिए किर्चॉफ के वोल्टेज नियम को लागू कर सकते हैं मैश विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण गुण यह है कि मैश विश्लेषण केवल सर्किट पर लागू होता है जो कि प्लानर है प्लानर का अर्थ है सर्किट प्लानर है जिसे एक प्लेन में बिना शाखा पर किये खींचा जा सकता है तो इसका मतलब है कि यदि आप इस विशेष आकृति को देखते हैं तो शाखाएं अलग हैं और कोई भी शाखा किसी अन्य शाखा को नहीं काट रही है जबकि इस विशेष मामले में यदि आप देखते हैं कि यह नॉन प्लानर सर्किट है क्योंकि शाखाएं कट रही हैं और यह एक प्लेन में नहीं है यह अब एक 3 आयामी सर्किट बन गया है इसीलिए इस प्रकार के सर्किट के लिए मैश विश्लेषण नहीं किया जा सकता है लेकिन यह प्लानर सर्किट के लिए किया जा सकता है अब एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि कभी कभी जब आप सर्किट को देखते हैं तो यह इस सर्किट की तरह दिखता है और आप देखेंगे कि बहुत सारी शाखाएँ कट रही हैं इसलिए पहली बार में आप इसे नॉन प्लानर के रूप में मानेंगे लेकिन अगर आप सर्किट को इस तरह से फिर से तैयार कर सकते हैं कि यह एक प्लानर सर्किट बन सकता है तो आप इसका विश्लेषण करने के लिए मैश धारा विधि का उपयोग कर सकते हैं इसका क्या मतलब है यदि आप इस विशेष सर्किट को देखते हैं तो आप देखेंगे कि यह 5 ओम कट रहा है इस तरह से 5 ओम लगाने के बजाय यदि आप चित्र में दिखाए अनुसार 5 ओम लगाते हैं तो यह बिना काटने वाली शाखा बन जाएगी इसी तरह 3 ओम इस विशेष 6 ओम को भी इस तरह से व्यवस्थित किया जा सकता है और यदि आप इस 2 को हटाते हैं और फिर से व्यवस्थित करते हैं तो आपको अंततः एक प्लानर सर्किट मिलेगा तो आपको मैश विश्लेषण करने से पहले एक बार सर्किट का विश्लेषण करने की आवश्यकता है कि क्या इसे एक प्लानर सर्किट में परिवर्तित किया जा सकता है या नहीं तो इसके लिए आप नेटवर्क टोपोलॉजी जानकारी का उपयोग कर सकते हैं जिसकी हमने पहले चर्चा की थी इसलिए जब आप इस सर्किट का टोपोलॉजिकल नेटवर्क बनाते हैं और यदि आप नोड्स और शाखाओं को इस तरह से पुनर्व्यवस्थित करते हैं कि उनकी कनेक्टिविटी जानकारी नहीं बदली जाती है तो आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि क्या विशेष नॉन प्लानर सर्किट को प्लानर सर्किट में परिवर्तित किया जा सकता है या नहीं और अगर इसे प्लानर सर्किट में परिवर्तित किया जा सकता है तो आप बस अपना मैश विश्लेषण चला सकते हैं अब मैश विश्लेषण में मैश धारा निर्धारित करने के लिए विभिन्न चरण क्या हैं आपको पहले मैश धाराओं I1 I2 I3 इत्यादि को मैश की संख्या के लिए बनाना होगा मान लीजिए कि इस मामले में n मैश हैं और फिर आप प्रत्येक n मैश में किरचॉफ के वोल्टेज नियम को लागू करते हैं और मैश धाराओं के संदर्भ में वोल्टेज को व्यक्त करने के लिए ओम के नियम का उपयोग करते हैं और फिर मैश धाराओं को प्राप्त करने के लिए परिणामी और एक साथ समीकरणों को हल करते हैं अब याद रखने वाली एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यद्यपि प्रत्येक मैश को एक मैश धारा से एक ढंग से या एक दिशा में दिया गया है लेकिन यह मान लेना पारंपरिक है कि प्रत्येक मैश धारा दक्षिणावर्त प्रवाहित होती है क्योंकि इससे सर्किट का विश्लेषण करना आपके लिए आसान होगा और त्रुटियों की संभावना कम होगी जैसे इस मामले में हमने किया है हमने दक्षिणावर्त के रूप में मैश धाराओं की दिशा ली है अब आप मैश विश्लेषण कैसे करेंगे यदि आप मैश विश्लेषण तकनीक देखते हैं तो यह किरचॉफ के नियम का विस्तार है क्योंकि यहां आपको परिचालित धाराओं के मूल्य का पता लगाने के लिए किरचॉफ के नियम को भी लागू करना होगा अब यदि आप इस विशेष आंकड़े पर विचार करते हैं तो वहां आप देखेंगे कि नेटवर्क में 3 परिचालित धाराएं हैं जो I1 I2 और I3 हैं अब सभी को त्रुटि का जोखिम नहीं उठाने के लिए एक दक्षिणावर्त दिशा सौंपी गई है और फिर हमें इन धाराओं का विश्लेषण करना होगा जिन्हें मैश धाराएं कहा जाता है इसलिए यदि आप सर्किट देखते हैं और विश्लेषण करते हैं तो आप क्या करेंगे आप प्रत्येक जाल में किरचॉफ के वोल्टेज नियम का उपयोग करेंगे और फिर आप यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि उन मैश धाराओं के समीकरण क्या होंगे इसलिए यदि आप इस आकृति को देखते हैं तो पहली मैश के लिए समीकरण 𝐼1𝑍1𝑍2−𝐼2𝑍2𝐸1 होगा इसी तरह लूप दो और तीन के लिए आप लिख सकते हैं 𝐼2𝑍2𝑍3𝑍4−𝐼1𝑍2−𝐼3𝑍40 𝐼3𝑍4𝑍5−𝐼2𝑍4−𝐸2 अगला कदम यह है कि आपको इन विशेष समीकरणों का विश्लेषण करना है और धारा I1 I2 और I3 के मूल्य का पता लगाना है और महत्वपूर्ण बात यह है कि शाखा धाराओं को उस शाखा के मैश धाराओं के फेज़र योग द्वारा निर्धारित किया जाता है इसका मतलब है कि यदि आप इस विशेष शाखा के लिए यह चित्र देखते हैं तो शाखा करंट इन दोनों का फेज़र योग होगा फेज़र योग का मतलब है कि आपको दिशा पर विचार करना होगा तो इस विशेष खंड के लिए शाखा धारा I1 minus I2 होगा अब आप देख सकते हैं कि शाखा धाराएं मैश धाराओं से अलग हैं और यह तब तक होगा जब तक कि मैश एक पृथक मैश न हो अब प्रश्न यह आएगा कि आप कैसे सत्यापित करेंगे कि क्या आपने विश्लेषण के लिए आवश्यक सभी समीकरण लिखे हैं आपको प्रमेय नेटवर्क टोपोलॉजी की मदद लेनी होगी इसलिए यदि आप नेटवर्क टोपोलॉजी के प्रमेय को देखते हैं तो यह कहता है कि शाखाओं की संख्या लूप की संख्या plus नोड्स की संख्या minus 1 के बराबर है इसलिए इस विशेष चित्र में यदि आप देखते हैं तो आपके पास 1 2 3 नोड्स और 1234 और 5 शाखाएँ होंगी तो नोड्स की संख्या 3 हैं शाखाओं की संख्या 5 हैं तो कितने लूप हैं उस विशेष सर्किट में लूप 3 के बराबर होगा इसका मतलब है कि 3 स्वतंत्र लूप और इसलिए सर्किट को हल करने के लिए 3 स्वतंत्र समीकरणों की आवश्यकता होती है तो यहां आप देखेंगे कि इस विशेष सर्किट को हल करने के लिए हमने 3 स्वतंत्र समीकरण बनाए हैं तो अब हम जल्दी से एक उदाहरण लेते हैं ताकि आप समझ सकें कि हमने अब तक क्या चर्चा की इसलिए यदि आप इस विशेष सर्किट को देखते हैं और आप सभी 3 मैश धाराओं के लिए समीकरण लिखते हैं जो आप लिख सकते हैं लूप 1 के लिए 3 5I1 − I2 4 लूप 2 के लिए 4 1 6 5I2 − I1 − I3 0 लूप 3 के लिए 1 8I3 − I2 −5 अब यदि आप पुनर्व्यवस्थित करते हैं तो आपको ये 3 समीकरण मिलेंगे और हल करने के बाद आप प्राप्त कर सकते हैं I1 0595 A I2 0152 A और I3 −0539 A तो इसी तरह आप 5 ओम और 1 ओम अवरोधक में धारा के मान की गणना कर सकते हैं क्योंकि ये शाखा धाराएं हैं और 5 ओम प्रतिरोध के लिए शाखा धारा I1 − I2 0595 − 0152 044A होगा और 1 ओम प्रतिरोध में धारा I2 − I3 0152 − −0539 069A होगा अब इस मामले में हमने दक्षिणावर्त के रूप में सभी धारा दिशा ले ली है यहां हमें ऋणात्मक संकेत के साथ ऋणात्मक में धारा मिला है इसका मतलब है कि हमारी धारा की दिशा दक्षिणावर्त थी लेकिन अंत में धारा की दिशा वामावर्त है तो इससे आप प्राप्त कर सकते हैं लेकिन बेहतर विश्लेषण के लिए हम पहले उन सभी को एक दिशा में रखते हैं और इसे हल करते हैं तो इसके साथ हम अपने आज के सत्र को बंद कर देते हैं और हम अगले सत्र में भी मैश विश्लेषण का उपयोग करते हुए विश्लेषण जारी रखेंगे Thank you धन्यवाद